प्रोफेसर बाला अब मैं क्या करूं अश्विन ने मुझे इस कोर्स को रिकॉर्ड करने के लिए 8 हफ्ते दिए हैं और यह किस बारे में है कुछ जूतों के बारे में किसी के जूतों के बारे में जूते महिला पुरुष अलग अलग नाप जूते की दुकान में जो शीशा आप इस्तेमाल करते हैं मुझे विचारों की आवश्यकता है मेरे पास कोई नए विचार नहीं है एक पल रुको मुझे समझ में आ गया मैं अपने दोस्त मेरे छात्र क्युरिओ को बुलाता हूं हमेशा विचारों से भरा रहता है क्युरिओ फोन उठाओ उठाओ हां हां क्युरिओ तुम कैसे हो इंटर रेपुटेड इंक मैं तुम्हारी इंटर्नशिप कैसी चल रही है बढ़िया बहुत बढ़िया यार मुझे तुमसे कुछ मदद चाहिए डिजाइन थिंकिंग विषय पर एक कोर्स है तुम्हें पता है तुम प्रोजेक्ट कर रहे हो मुझे उस कोर्स के वीडियो चाहिए क्या तुम उसमें मेरी मदद कर पाओगे तो फिर हम प्रोजेक्ट के बारे में तुम्हारी कहानी की शुरुआत कब करें ओ बहुत बढ़िया रुको रुको एक मिनट फ्लैशबैक